ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के संदर्भ में हो सकती हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्ट करेंगे वर्तमान मॉड्यूल में हम ऑब्जेक्ट्स को समझना है यह मॉड्यूल की रूपरेखा है जैसा कि आम तौर पर यह हर स्लाइड के बाईं ओर दिखाई देगी इसलिए हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स दिखाना शुरू करते हैं वे कैपेबिलिटीज मौजूद हैं लेकिन यदि हम इन ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है तो पहले हम लिंक के रूप में name जन्म तिथि date of birth पदनाम designation संबद्धता affiliation इत्यादि द्वारा वर्णित किया जा सकता है मेरे पास किसी बैंक मैं एक बैंक अकाउंट का एक मूल नोटेशन है एक ऑब्जेक्ट अन्य ऑब्जेक्ट्स करेगा जिससे आवश्यक कार्य को पूर्ण किया जा सके इसलिए लिंक को प्रदर्शित करता है लिंक है यह कहता है कि यहां एक लिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट B को अनुरोध कर रहा है तो ऑब्जेक्ट A एक मैसेज पास करेगा यह सर्विस को इन्वोक करेगा जो ऑब्जेक्ट B प्रदान करती है तो इस संदर्भ में ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B को एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा और इसलिए यहां दो प्रकार की डायरेक्शंस है एक लिंक इसको वापस भेजेगा तो वैकल्पिक रूप से एक मैसेज हो सकता है जो लिंक भी हो सकता हैं तो इसके साथ हम एक बहुत ही सरल उदाहरण देखते हैं तो हम प्रवाह नियंत्रण प्रणालीफ्लो कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से आप यह करते हैं वह Valve कहलाता है और निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूं इसी तरह की बात आप बिजली के मीटरोंइलेक्ट्रिकल मीटर भेज सकता है यह मैसेज adjust मैसेज हो सकता है तो FlowController कहेगा कि आप adjust करें कि वॉल्यूम बढ़ाएँ या वॉल्यूम कम करें आप कुछ निश्चित इकाइयों यूनिट FlowContoller ऑब्जेक्ट से DisplayPanel ऑब्जेक्ट की ओर है जब FlowController ऑब्जेक्ट ने Flow को adjust कर दिया है तो FlowController ऑब्जेक्ट DisplayPanel को मैसेज भेजेगा यह मैसेज प्रदर्शित करने के लिए है कि यह वह flow होने वाला है या यह भी हो सकता है कि FlowController यह कहते हुए Valve को मैसेज भेजता है कि यह adjustment है और फिर Valve जैसे ही इस नए flow पर adjust हो जाता है तो DisplayPanel को मैसेज भेजेगा और वह मैसेज को दिखाएगा तो यह लिंक किए जा सकते हैं इसलिए अगर हम उन मैसेजेस कर रहा है और अगर इसे adjust कर दिया गया है तो संभवतः FlowController कहेगा कि इसे दो यूनिट द्वारा बढ़ाएं या तीन यूनिट द्वारा घटाएं इत्यादि लेकिन अगर यह Valve को कोई दूसरा मैसेज भेजना चाहता है कि क्या यह बंद है isClosed इसलिए यह जांचने की कोशिश की जा रही है कि Valve काम कर रहा है या इसे बंद कर दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से अब FlowController की जरूरत है इस मामले में Valve ऑब्जेक्ट से प्रतिक्रिया की उम्मीद है कि Valve ऑब्जेक्ट की स्टेट है जो isClosed मैसेज भेज रहा है लेकिन एक मैसेज की उम्मीद करेगा जो कहेगा कि यह True या False हो सकता है तो इस मामले में मैसेज फ्लो भेजे जा सकते हैं अब हम इन्हें कैरक्टराइज के रूप में जाना जाता है वे सिस्टम को नियंत्रितकंट्रोल नहीं मांगता है यह सिर्फ दूसरों को सर्विस प्रदान करता है क्योंकि यह FlowController से एक flow को adjust करने का मैसेज प्राप्त कर सकता है और FlowController को मैसेज भेज सकता है या कि क्या वह बंद या खुला है उसी समय यह DisplayPanel को Valve की स्टेट करते हैं इन्हें आमतौर पर क्लाइंट किया जाना चाहिए अगला पैरामीटर जो हमें जानना है वह यह है कि ऑब्जेक्ट्स भेज सकते है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑब्जेक्ट्स हम यहां इस बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हम बाद के इस मॉड्यूल पर वापस आएंगे जब हम विभिन्न मॉड्यूलों में क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट्स शुरू होता है विभिन्न functions को call किया जाता है और जब सभी functions पूर्ण हो जाते है तो main फंक्शन समाप्त टर्मिनेट भी भेज रहे हैं तो हमें क्या चाहिए जब ऑब्जेक्ट O1 जो क्लाइंट करेगा इसलिए इन्हें आम तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सही तरीके से किया गया है या नहीं इसलिए हम जल्द ही इसे और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले मैं सिंक्रनाइज़ेशन खुद तय करेगी कि कुछ करने की जरूरत है और वह ऐसा करना शुरू कर देगी तो जिस थ्रेड प्रदान करनी होगी स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि आप यह तय नहीं कर सकते हैं कि जब चीजें होंगी तो वह चीजें कैसे होंगी

क्लाइंट हो जाते हैं इसलिए इस प्रोसेस के रूप में जाना जाता है इसलिए यह देखते हुए कि अलग अलग स्थिति हैं जिन्हें सिंक्रनाइज़ से जुड़ा हुआ है इसलिए मेरे पास एक एक प्रिंटर है जो नेटवर्क से जुड़ा है यह एक नेटवर्क है और विभिन्न कंप्यूटर जुड़े हुए हैं C1 एक कंप्यूटर है C2 एक अन्य कंप्यूटर है C3 एक अन्य कंप्यूटर है जो सभी नेटवर्क से जुड़े हुए है इन दिनों हमेशा हमारे पास कंप्यूटर LAN या Wi Fi से जुड़े होते हैं अब इन कंप्यूटरों में अलग अलग स्वतंत्र लोग काम कर रहे हैं इसलिए वे उसी प्रिंटर पर प्रिंट के लिए फाइलें भेजने का निर्णय लेते हैं केवल एक प्रिंटर है तो चलिए मान लेते हैं कि C1 ने फाइल 1 को प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है मान लें कि फ़ाइल 1 में 10 पृष्ठ हैं फ़ाइल 2 में 20 पृष्ठ हैं इसलिए ये दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है आप एक पृष्ठ पर आप फ़ाइल 1 का एक पृष्ठ प्रिंट करते हैं और पीछे आप फ़ाइल 2 के पृष्ठ को प्रिंट करते हैं आप इससे बचना चाहेंगे लेकिन रिक्वेस्टकरता है यह भी सोचता है कि प्रिंटर केवल C2 से संबंधित है C3 अभी प्रिंट नहीं कर रहा है लेकिन C3 भी इसी तरह सोचता है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस संदर्भ में चीजें सही तरीके से हो सकें और सभी रिक्वेस्ट हो जिसका अर्थ है कि या तो मैं फ़ाइल 1 को प्रिंट करता हूं और उसे पूरा करता हूं फिर मैं फाइल 2 प्रिंट करता हूं या फिर मैं फाइल 2 प्रिंट करता हूं इसे पूरा करता हूं फिर मैं फाइल 1 प्रिंट करता हूं या अगर फाइल 2 प्रिंट करने की रिक्वेस्ट तब आती है जब मैं फाइल 1 पहले से ही प्रिंट कर रहा हूं तो जब तक फाइल 1 की प्रिंटिंग समाप्त नहीं होती है तब तक इस रिक्वेस्ट को किसी भी तरह से अलग रखना होगा इसलिए हमें यह करने की आवश्यकता है जिसे संगामिति अध्ययन कॉन्करंसी स्टडीज हो निश्चित रूप से यह भी ध्यान दें कि सभी रिक्वेस्ट की आवश्यकता होगी तो यहां सिंक्रोनाइजेशन के पास कुछ नहीं है तो वह सर्विस देगा तो उदाहरण के संदर्भ में हम बात कर रहे है इसका मतलब है कि आपके पास एक PC है और एक Printer है आपका Printer आपके PC से सीधे जुड़ा हुआ है और इसके अलावा कोई नहीं है तो Print Task एक्टिव ऑब्जेक्ट Printer ऑब्जेक्ट है दूसरा वह हो सकता है जिसे गार्डेड कॉन्करेन्सी के आधार पर एक queue बनाता हैं और फिर उन्हें एक एक करके Printer को भेजता है इसलिए पैसिव ऑब्जेक्ट करते हैं और उस अंतिम स्थिति यह हो सकती है यदि आप इन दिनों अधिकांश प्रिंटर के बारे में जानते हैं तो वहां एक इंटरनल मैकेनिज्म करेगा तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां इस मामले में इन्वोक ऑब्जेक्ट